जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में प्रयोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉलीमेटर टेलीस्कोप और प्रिज्म टेबल को लेवल करना होगा ऐसा करने के लिए कॉलीमेटर और टेलीस्कोप क्षैतिज करें और टेलीस्कोप के घूर्णी अक्ष के रोटेशन की धुरी को वर्टीकल होना चाहिए ठीक है और प्रिज्म टेबल की सतह को क्षैतिज होना चाहिए उसके बाद जब भी आप प्रिज्म या ग्रेटिंग का उपयोग करेंगे तो प्रिज्म या ग्रेटिंग रखकर इमेज देखने के लिए आपको ऑप्टिकल लेवलिंग करनी होगी प्रिज्म की यह सतह फेसेस या ग्रेटिंग प्रिज्म टेबल के लंबवत है स्पेक्ट्रोमीटर को लेवल करने के बाद अगला काम समानांतर किरणों के लिए कॉलीमेटर और टेलीस्कोप को सेट करना है अर्थात यह स्रोत परिमित दूरी पर है इसलिए परिमित दूरी से अगर प्रकाश आता है और प्रिज्म या ग्रेटिंग पर गिरता है तो वह प्रकाश आपतित प्रकाश समानांतर नहीं होगा प्रकाश का मतलब है कि वे बड़ी संख्या में किरणें हैं अलग अलग किरणें एक साथ यह एक बीम किरण समूह है जो ग्रेटिंग या प्रिज्म पर गिरेगी इसलिए वे अलग अलग कोण बनाएंगी यह प्रयोग के लिए शर्त नहीं है प्रयोग की स्थिति के लिए शर्त यह है कि सभी किरणें प्रिज्म या ग्रैटिंग पर समान कोण पर गिरें इसलिए इसका मतलब है कि हमें प्रिज्म या ग्रेटिंग पर गिरने वाली समानांतर किरणों की आवश्यकता है अब प्रिज्म या ग्रैटिंग से अपवर्तित किरणें या विवर्तित किरणें हैं इसलिए वे भी होंगी यहाँ अलग अलग रंगों के लिए समानांतर किरणों का सेट होगा मतलब अलग अलग तरंगदैर्ध्य या अलग अलग विवर्तन कोणों के लिए अब यह समानांतर किरणें केवल अनंत पर इमेज बनाएंगी लेकिन यदि आप परिमित दूरी पर देखना चाहते हैं तो हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं टेलीस्कोप में लेंस यहाँ है यह समानांतर किरणें अपवर्तित या विवर्तित समानांतर किरणें टेलीस्कोप लेंस के फोकल तल पर कन्वर्जड होंगी और फोकल तल पर हमें स्क्रीन को रखना होगा हमारे केस में यह क्रॉस वायर है और आईपीस को हमें कुछ दूरी पर इस तरह से रखना होगा कि क्रॉस वायर आईपीस लेंस के फोकल तल पर हो वास्तव में मेरा क्रॉस वायर कॉमन फोकल लम्बाई पर होगा टेलीस्कोप उत्तल लेंस और आईपीस उत्तल लेंस के कॉमन फ़ोकल प्लेन में होगा ताकि कॉलीमेटर से समांतर किरणें प्राप्त हो और समांतर किरणों से टेलीस्कोप में इमेज एक विधि है एक तरीका पहले से ही मैंने आपको बताया है टेलीस्कोप को आप दूर की वस्तु पर फोकस कर सकते है और इस नॉब टेलीस्कोप फोकस नॉब को घुमाकर इस सुदूर वस्तु की शार्प इमेज बना सकते है और फिर क्रॉस वायर इस स्थान पर फोकस किया जाता है टेलीस्कोप लेंस के फोकस बिंदु पर ठीक है फिर यह टेलीस्कोप अब हम कॉलीमेटर को देखेंगे हम कॉलीमेटर की स्लिट देखते हैं और इस इमेज को शार्प बनाने के लिए हम अभी कॉलीमेटर को फोकस करते हैं इस कॉलीमेटर फोकस नॉब का उपयोग करके यह समानांतर किरणों को प्राप्त करने का एक तरीका है और दूसरी विधि मैं अब वर्णन करूंगा जिसे शूस्टरस विधि कहा जाता है शस्टरस की विधि क्या है और हम समानांतर किरणें कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब मैं यही चर्चा करना चाहता हूं शूस्टर की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि बीम के डाईवेर्जेंस पर प्रिज्म का प्रभाव न्यूनतम विचलन स्थिति के विपरीत साइड्स पर अलग होता है प्रिज्म के लिए यह प्रिज्म की विशेषताएँ हैं कि उसमे न्यूनतम विचलन का कोण होता हैं प्रत्येक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का एक विशेष कोण होता है किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए निश्चित रूप से यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है यदि आप न्यूनतम विचलन स्थिति के कोण पर न्यूनतम पर जाते हैं तो बीम के विचलन पर प्रिज्म का प्रभाव विपरीत साइड्स पर अलग होता है मतलब है कि यदि आप न्यूनतम विचलन से विपरीत साइड्स बाईं तरफ और दांये तरफ में जाते हैं तो बीम का विचलन एक तरफ में यह शार्पर तीक्षणतम व पतला होता जाएगा और दूसरी तरफ यह ज्यादा मोटा होता जाएगा यही इसका मतलब है यह गुण इस घटना का उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर की समानांतर किरणों को बनाने के लिए किया जाता है इमर्जेंट बीम कम विचलन वाला होगा यह कब कम विचलन वाला होगा कब अधिक विचलन वाला होगा यह कम विचलन वाला होगा जब आपतित बीम का आपतन कोण बढ़ेगा जब आपतन कोण बढ़ेगा तब एक विशेष आपतन कोण पर आपको न्यूनतम विचलन की स्थिति मिलेगी अब उस स्थिति से यदि आप आपतन कोण बढ़ाते हैं तो बीम का विचलन बढ़ जाएगा और अगर आप आपतन कोण को कम करते हैं तो न्यूनतम विचलन घटता है न्यूनतम विचलन स्थिति से आपतन कोण में कमी से तब विचलन अधिक होगा आपतन कोण बढ़ रहा है विचलन कम होगा आपतन कोण कम हो रहा है विचलन अधिक होगा हम अन्य तरीकों से भी बता सकते हैं यदि मैंने जो बातें बताईं वे यहाँ समझेंगे हम प्रिज़्म को स्पेक्ट्रोमीटर टेबल पर रखते हैं मैंने प्रिज़्म को स्पेक्ट्रोमीटर की टेबल पर रख दिया है तो अब यह इल्लुमिनटेड है इस कॉलीमेटर इस स्लिट को सोडियम प्रकाश से इल्लुमिनटेड किया जाता है अब प्रिज्म टेबल को घुमाएं और टेलीस्कोप के माध्यम से स्लिट की इमेज का निरीक्षण करें जब यह न्यूनतम विचलन की स्थिति से गुजरता है वास्तव में न्यूनतम विचलन की स्थिति का पता लगाने के लिए मैंने न्यूनतम विचलन की स्थिति में सेट किया है लेकिन यह आधार है जिसे आप जानते हैं यह प्रकाश इस पर आ रहा है अब मुझे देखना है आपतन कोण क्या है यह परपेंडिकुलर हैइन दो रेफ्रेक्टिंग फेस एक यह है पारदर्शी और दूसरा यह है के यह लम्ब है प्रकाश इस तरह से गिर रहा है इसलिए यह आपतन कोण है ठीक है यह लम्ब है यह एक शीर्ष है यह इसलिए यह प्रिज्म कोण है प्रिज्म का शीर्ष यह है अब सोचें कि यह आपतित प्रकाश हमेशा इस दिशा में गिरेगी यह लम्ब है अगर मैं इस प्रिज्म को घुमाऊं इस दिशा में ठीक है इस तरह से दक्षिणावर्त घुमाएं ठीक है इस समय दक्षिणावर्त है इसका मतलब है यह लम्ब इस तरफ आ रहा है आपतन कोण बढ़ेगा इसका मतलब है कि इस किनारे के इस शीर्ष वर्टेक्स एपेक्स अगर यह टेलीस्कोप की ओर घूमता है तो आपतन कोण बढ़ेगा यदि यह कॉलीमेटर की ओर घूमता है तो इसका मतलब है लम्ब इस तरफ जाएगा इसलिए यह कोण कम हो जाएगा इसका मतलब है जैसा कि मैंने बताया कि जब कोण आपतन कोण बढ़ेगा तो आपको कम विचलन मिलेगा जब यह कोण घटेगा तो यह विचलन अधिक होगा यहाँ से मैं वह देख सकता हूँ जब कोण बढ़ जाता है तो यह कम विचलन होगा और हमें इसे शार्पर करने के लिए इस टेलीस्कोप फोकस नॉब को एडजस्ट करना होगा और जब कोण कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं इस तरह से घुमाऊंगा इसका मतलब है कि यह एज टेलीस्कोप की तरफ जाएगा क्षमा करें कॉलीमेटर की तरफ जाएगा जिसका अर्थ है आपतन कोण कम हो जाएगा और विचलन अधिक होगा और उस समय यह कॉलीमेटर फोकस नॉब इसे एडजस्ट करेगा इसे शार्प करने के लिए जब कोण बढ़ाया जाता है जब यह शीर्ष यह शीर्ष किनारा प्रिज्म का किनारा यद्यपि ये दो अपवर्तक सतह मिलती है तो यह जब यह टेलीस्कोप की ओर घूमेगा हमें टेलीस्कोप को एडजस्ट करना होगा जब यह शीर्ष यह कॉलीमेटर की ओर घूमेगा हमें कॉलीमेटर को एडजस्ट करना होगा यह हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति से करना होगा पहले हमें प्रिज़्म टेबल को घुमाते हुए न्यूनतम विचलन स्थिति प्राप्त करनी होगी यह यहाँ है मैंने इसे न्यूनतम विचलन की स्थिति में सेट कर दिया है मुझे लगता है कि हम आपको दिखा सकते हैं हाँ यह है हाँ यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है अब मैं इसे देखने के लिए टेलीस्कोप ले सकता हूं मुझे लगता है इसलिए मुझे पहले देखना होगा और हां यह इस स्थिति में है यह न्यूनतम विचलन स्थिति है आप कैसे जानेंगे अगर मैं सिर्फ आपतन कोण बदल देता हूं तो यह उसी तरफ मूव हो जाएगा मैं अब आपतन कोण बढ़ा रहा हूं इसलिए यह बाईं ओर बढ़ रहा है मैं मूल स्थिति की ओर जा रहा हूँ और कोण को लगातार कम कर रहा हूँ तब यह फिर उसी दिशा में जाएगा आप जानते हैं अब मैं उसी दिशा में वापस आ रहा हूं यह न्यूनतम विचलन स्थिति है जहां से यह वापस जा रहा है इसलिए यह न्यूनतम विचलन स्थिति है इस न्यूनतम विचलन स्थिति पर यह विधि शूस्टर की विधि बता रही है कि जब यह शीर्ष इस प्रिज्म का यह शीर्ष आधार के बिलकुल विपरीत एज पर है जब आप इसकी ओर बढ़ेंगे मुझे देखने दे कि यह वहाँ है हाँ यह बहुत अच्छी तरह से है जब आपतन कोण बढ़ जाता है इसका मतलब है कि यह एज मैं टेलीस्कोप की ओर घुमा रहा हूं और मैं टेलीस्कोप को न्यूनतम विचलन की स्थिति से कुछ डिग्री अधिक रखूंगा अब मैंने इस कोण को बढ़ा दिया है कि यह शीर्ष एज टेलीस्कोप की ओर घूमता है अब मुझे शार्प इमेज बनाने के लिए इस टेलीस्कोप फोकस नॉब को एडजस्ट करना होगा मैंने कर दिया है अब मैं इसे दूसरी दिशा में घुमाऊंगा जिसका अर्थ है यह शीर्ष ये मूव होगा यह कॉलीमेटर की ओर घूमेगा इसका मतलब है कि कोण कम हो गया है आपतन कोण घट जाएगा शुरू में यह न्यूनतम विचलन स्थिति में जाएगा और मैं फिर आगे जाऊंगा और फिर यह टेलीस्कोप मैंने कुछ डिग्री अधिक उच्च कोण पर रखी है फिर न्यूनतम विचलन की स्थिति न्यूनतम विचलन का न्यूनतम विचलन कोण यह दर्शाता है कि यह विचलित किरण इस स्थिति में वापस आ जाएगी मैं तब तक घुमाता रहूँगा जब तक मैं इस इमेज को वापस टेलीस्कोप की इस स्थिति में ले आऊं हां मैं वापस ले आया अब आपको पता है कि वास्तव में यह मोटा है यह अधिक मोटा है मुझे अब इसे शार्पर करने के लिए कॉलीमेटर फोकस नॉब को एडजस्ट करना होगा हाँ यह कर दिया है इस तरह हमें प्रक्रिया को दोहराना होगा फिर यह हम यह इस प्रक्रिया को करेगा यह विधि यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलीमेटर और टेलीस्कोप समानांतर किरणों को उत्पन्न करने एवं फोकस करने के लिए तैयार हैं आपको इसको कुछ बार दोहराना होगा फिर से मैं कोण को बढ़ाऊंगा ठीक है मैं इसे एडजस्ट करूंगा क्योंकि मैं टेलीस्कोप की ओर बढ़ता हूं मैं इसको एडजस्ट करता हूं यह पहले से ही शार्पर है और फिर मैं इस ओर बढ़ रहा हूं इसलिए मुझे इसको एडजस्ट करना है यह मोटा है हाँ इस तरह कुछ बार ऐसा करना चाहिए मुझे फिर इस पर आने दीजिये यह बहुत अच्छा है बहुत शार्प है यह अब समानांतर किरणों के लिए सेट है यह वास्तव में अच्छा है हाँ वास्तव में अगर ये रेखाएं ये बहुत शार्प होती हैं अगर मैं इससे देखता हूं लेकिन कैमरे से देखने पर यह बहुत शार्प नहीं है यह लाइन है यहाँ थोड़ा फैला हुआ दिखता है लेकिन इस ऑय पीस से मैं देख सकता हूं कि यह बहुत शार्प है वैसे भी यह वह तरीका है जिससे कोई कॉलीमेटर और टेलीस्कोप से समानांतर किरणों को उत्पन्न करने का सिस्टम प्राप्त कर सकता है हमारे प्रयोग के लिए हमें कॉलीमेटर से समानांतर किरणों की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ प्रिज्म या ग्रेटिंग से आने वाली समानांतर किरणों से टेलीस्कोप को इमेज बनानी चाहिए इस विधि का मैंने वर्णन किया है जिसे शूस्टरस मेथड Schuster's method कहा जाता है और इस विधि में समांतर किरणों के लिए टेलीस्कोप और कॉलीमेटर को तैयार कर सकते हैं समानांतर किरणों पर फोकसिंग करते हैं इसलिए यह एक अन्य विधि है अगली कक्षा में अब हम प्रिज्म पर आधारित प्रयोग पर चर्चा करेंगे वे कौन से प्रयोग हैं जो प्रिज़्म का उपयोग कर सकते हैं प्रिज्म के कोण को कैसे मापें यह प्रिज्म का कोण है प्रिज्म के कोण को कैसे मापना है न्यूनतम विचलन को कैसे मापें तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में न्यूनतम विचलन के कोण को अलग अलग रंग के लिए अलग रंग के रूप में इस दिए गए प्रिज़्म पदार्थ के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को मापने देना कैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है यह Cauchy's सूत्र है Cauchy's के सूत्र में Cauchy's के स्थिरांक हैं कोई Cauchy's के स्थिरांक का पता लगा सकता है जो प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर प्रिज्म की डिसपेरसीव पावर का मापन कैसे प्राप्त करे प्रिज्म की रेसोल्विंग पावर कैसे प्राप्त करे इस प्रिज्म में शायद रेसोल्विंग पावर नहीं हो लेकिन अन्य प्रिज्म हैं जिनसे रेसोल्विंग पावर कर सकते हैं ये वो प्रयोग हैं जो हम प्रिज़्म को उपयोग में लाकर कर सकते हैं और उसके लिए जो कुछ भी स्पेक्ट्रोमीटर के लिए हमने जो कुछ भी वर्णित किया है उसके लिए प्रिज़्म या ग्रेटिंग के लिए प्रयोग शुरू करने के लिए यह शर्त आवश्यक है अगली कक्षा में मैं कुछ प्रयोग प्रदर्शित करूँगा